वास्तव में पिछली कक्षा मैंने नो लोड टेस्ट से शुरू की थी और मैंने आपको बताया था कि नो लोड टेस्ट ट्रांसफॉर्मर के ओपन सर्किट टेस्ट के समान नहीं है जबकि ब्लॉक रोटर टेस्ट एक ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट परीक्षण के बहुत समान है तो यह इसलिए है क्योंकि यदि आप वास्तव में इंडक्शन मोटर के इक्विवेलेंट सर्किट को देखते हैं तो मेरे पास सामान्य रूप से यहां R1 X1 है फिर मेरे पास Rc है और यह Xm होने जा रहा है और मेरे पास रोटर पैरामीटर के रूप में है R2l s और X2l है और यह अनिवार्य रूप से शॉर्ट सर्किट होने वाला है क्योंकि रोटर स्वाभाविक रूप से शॉर्ट सर्किट है यहां वह जगह है जहां मैं वास्तव में V1 लागू कर रहा हूं जो कि प्रति चरण स्टेटर वोल्टेज है अगर मैं मोटर को स्वतंत्र रूप से चलाते हुए देख रहा हूं तो यह स्लिप 0 के करीब होगी इसलिए जब भी मैं वास्तव में इसे स्वतंत्र रूप से चला रहा हूं या फ्री रनिंग टेस्ट मेरे पास s 0 के बराबर होने हूं तो यह उतना ही अच्छा है जितना कि ओपन सर्किट रोटर क्योंकि R2 s अनंत हो जाता है s 0 पर तो R2 s अनंत के बराबर होने जा रहा है इसलिए रोटर ओपन सर्किट होने जा रहा हूं इसलिए यह एक इंडक्शन मोटर के ओपन सर्किट टेस्ट के बराबर है मतलब एक ट्रांसफॉर्मर का ओपन सर्किट टेस्ट ठीक है जबकि अगर मेरे पास शॉर्ट सर्किट हो तो मैं अनिवार्य रूप से ब्लॉक रोटर की स्थिति में जा रहा हूं यदि रोटर अवरुद्ध है तो उस स्थिति में s 1 हो जाता है इसलिए R2l s मूल रूप से R2l के बराबर हो जाता है जो स्पष्ट रूप से इंडक्शन मोटर की सामान्य शॉर्ट सर्किट स्थिति है तो यह ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट की स्थिति के बराबर है तो महसूस करें कि नो लोड परीक्षण ट्रांसफार्मर के खुले सर्किट परीक्षण के अनुरूप है और ब्लॉक रोटर परीक्षण एक ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट परीक्षण के बराबर है अब हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में क्या कनेक्शन है जो ओपन सर्किट स्थिति के तहत बनाया गया है तो यह वास्तव में 1 वाटमीटर के रूप में हैजो प्रेरण मोटर के चरणों में से एक में जा रहा है बता दें यह इंडक्शन मोटर स्टेटर है तो यह एमीटर है और यह वाट मीटर W1 के माध्यम से आ रहा है मैं 2 वाट मीटर विधि का उपयोग करने जा रहा हूं यह इंडक्शन मोटर का दूसरा चरण है और इंडक्शन मोटर का यह तीसरा चरण है तीसरे चरण को वाट मीटर के एक अन्य करंट कॉइल के माध्यम से भी जोड़ा जाएगा यह दबाव का तार है तो दबाव कॉइल एक चरण में एक साथ जुड़ रहे हैं इसलिए मैं वास्तव में एक 3 चरण ऑटो ट्रांसफार्मर के बीच में जा रहा हूं मैं चाहता हूं कि मैं चर वोल्टेज लागू कर सकूं तो यह मेरा 3 चरण ऑटोट्रांसफॉर्मर है और मैं अनिवार्य रूप से 3 चरण की आपूर्ति से जुड़ा हुआ हूं तो यह A है यह B यह C है इसी तरह ये प्रेरण मोटर टर्मिनल a b और c हैं अब मैं रोटर को एक स्क्वीररेल केज रोटर के रूप में दिखाने जा रहा हूं जो कुछ इस तरह है तो मैंने एक स्क्वीररेल केज रोटर दिखाया है अब एमीटर जो कुछ भी मापता है वह करंट I0 है मैं लाइन से लाइन वोल्टेज जो कि V0 है को मापने जा रहा हूं और मैं मापने जा रहा हूं कि W1 क्या है और W2 क्या है इसलिए मैं वास्तव में यहां टर्मिनलों का उल्लेख कर सकता हूं यह m1 यह l1 यह आम है और यह V1है इसी तरह यह m2 होने जा रहा है यह l2 होने जा रहा है और यह आम होने जा रहा है और यह V2 होने जा रहा है अब मैं V0 I0 W1 W2 रीडिंग को नोट करने जा रहा हूं अधिकांश समय जब मैं इंडक्शन मोटर लोड नहीं करने वाला होता हूं तो मैं यह देखने वाला होता हूं कि 1 वाट मीटर पीछे से किक मार सकता है क्या इस वाट मीटर की सुई 0 से नीचे जा रही होगी जिस स्थिति में मुझे करंट कॉइल उल्टा करना होगा और W1को परिमाण के रूप में नोट करें जो भी करंट कॉयल है मैं रीडिंग नोट कर पाऊंगा मुझे W1 के रूप में रीडिंग नोट करने दे लेकिन इस शर्त के तहत शुद्ध शक्ति मुझे W2 W1 के रूप में नोट करना होगा क्योंकि मैंने वर्तमान कॉइल को उलट दिया है मुझे इस पढ़ने को नकारात्मक के रूप में लेना है तो यह शुद्ध शक्ति होगी तो आइए हम कहते हैं कि मैंने सभी नोट किए हैं कि V0 क्या है I0 क्या और W0 क्या है ये मैंने नोट किया है कृपया ध्यान दें कि इंडक्शन मोटर का नो लोड करंट बहुत ज्यादा होगा लगभग रेटेड करंट के 30 प्रतिशत के बराबर इसलिए मुझे लिखना होगा यह इंडक्शन मोटर का नो लोड लॉस है यह वास्तव में इंडक्शन मोटर द्वारा होने वाले यांत्रिक नुकसान के बराबर होगा क्योंकि मोटर सिंक्रोनस गति के करीब चल रहा है इंडक्शन मोटर द्वारा किए गए कोर नुकसान इसलिए यह इन दोनों नुकसानों से युक्त है हम मान सकते हैं कि ये नुकसान काफी स्थिर हैं क्योंकि इंडक्शन मोटर एक स्थिर गति से चलने वाली है और जब तक रेटेड वोल्टेज और रेटेड आवृत्ति पर लागू किया जाएगा तब तक कोर नुकसान स्थिर रहेगा अब मेरे पास है इन सभी चीजों को प्रति चरण मान होना चाहिए यदि यह एक डेल्टा जुड़ा हुआ प्रेरण मोटर था तो मैं कह सकता हूं V0 जो भी मैंने पढ़ा है वह सीधे लाइन वोल्टेज के साथ साथ चरण वोल्टेज भी है जबकि मैं I0 जो कुछ भी मैं करंट पढ़ रहा हूं मुझे प्रति चरण करंट प्राप्त करने के लिए रूट 3 से विभाजित करना होगा तो इन सभी मूल्यों को प्रति चरण मान होना चाहिए अब मेरे पास है एक बार जब मैं Rc निर्धारित करता हूं तो मैं कह सकता हूं जोकि वास्तव में प्रति चरण कोर लॉस घटक है मेरे पास पहले से ही I0 है इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटाइजिंग करंट है अब मेरे पास Im मेरे पास V0 है इसलिए मुझे यह लिखने में सक्षम होना चाहिए तो मुझे Rc मूल्य मिला है मुझे Xm मूल्य मिला है मुझे वे नुकसान भी मिले हैं जो यांत्रिक नुकसान और कोर घाटे के अनुरूप हैं तो मुझे वह सब मिल गया है जो मैं उन सभी को जानना चाहता था जो इंडक्शन मोटर के ओपन सर्कुटेड टेस्ट या इंडक्शन मोटर के फ्री रनिंग टेस्ट से थे तो मैं समानांतर मापदंडों को निर्धारित करने में सक्षम हो जाएगा इसलिए अब मुझे इंडक्शन मोटर की श्रृंखला मापदंडों को देखने के लिए ब्लॉक रोटर परीक्षण पर जाना था तो अब हम 3 चरण इंडक्शन मोटर के ब्लॉक रोटर परीक्षण को देखना शुरू करेंगे हमने इंडक्शन मोटर के ओपन सर्किट टेस्ट को देखा था हमें अगले की तलाश करनी है जिसे 3 चरण इंडक्शन मोटर के अवरुद्ध रोटर परीक्षण के रूप में जाना जाता है इसलिए जैसा कि नाम से पता चलता है कि इस विशेष मामले में रोटर अवरुद्ध हो जाएगा या इसे घुमाने की अनुमति नहीं दी जाएगी हम रोटर को पूरी तरह से अवरुद्ध करने जा रहे हैं इसलिए जब रोटर अवरुद्ध हो जाता है तो हम अनिवार्य रूप से पहले इस आरेख को चित्रित कर रहे हैं हम कहते हैं कि ये A B और C चरण इनपुट हैं मैं यहां 3 फेज का ऑटो ट्रांसफॉर्मर लगाने जा रहा हूं इसलिए मैं इस तरह से यहां 3 चरणों को जोड़ने जा रहा हूं अब प्रत्येक चरण से वैरिएक के माध्यम से यह ऑटो ट्रांसफार्मर है वैरिएक से मैं इसे 3 फेज इंडक्शन मोटर से जोड़ने जा रहा हूं तो हम कहते हैं कि यह मेरी 3 चरण प्रेरण मोटर है मुझे इसे केवल एक सर्कल की तरह दिखाने दें और फिर मैं यहां रोटर दिखाने जा रहा हूं मुझे लगता है कि यह एक स्क्वीररेल केज प्रेरण मोटर है अब मैं इसे कनेक्ट करने जा रहा हूं आइए हम कहते हैं कि एक वाटमीटर को प्रेरण मोटर के चरणों के साथ साथ एक एमीटर और दूसरे चरण में फिर से कहने दें कि मैं एक वाट मीटर के माध्यम से प्रेरण मोटर के दूसरे चरण में जोड़ता हूं तीसरा चरण मैं इसे सीधे कनेक्ट करने जा रहा हूं तो ये इंडक्शन मोटर के a b और c चरण हैं अब जहां तक वाटमीटर का सवाल है मुझे पोटेंशियल कॉइल चित्रित करने दें तो पोटेंशियल कॉइल इस तरह से जुड़ा हुआ है यह दूसरे वाटमीटर के लिए पोटेंशियल कॉइल भी है यह इस तरह से जुड़ा हुआ है M L सामान्य बिंदु के रूप में लिखें और यह V है यह M1 यह L1 यह आम है यह V1 है तो ये वाटमीटर के बिंदु हैं तो मुझे इसको W1 और W2 कहने दे ये 2 वाटमीटर हैंजो यहां से जुड़े हुए हैं अब यह रोटर अवरुद्ध है अब हम जो करने जा रहे हैं वह इस वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाना है जब तक कि यह करंट रेटेड करंट नहीं पढ़ता यह रेटेड करंट से अधिक नहीं होना चाहिए क्योंकि हम तांबे के नुकसान को रेटेड तांबे के नुकसान से अधिक नहीं करना चाहते हैं और हम 2 लाइनों में वोल्टेज को मापने जा रहे हैं तो हम यहाँ क्या मापते हैं Vsc Isc और Wsc मैं इसे शॉर्ट सर्किट टेस्ट कहता हूं क्योंकि अगर आप इंडक्शन मोटर के इक्विवेलेंट सर्किट को याद करते हैं तो यह R1 होने वाला हैयह X1 होने जा रहा है यह Xm है और यह Rc होने जा रहा है प्रति चरण समकक्ष सर्किट यहाँ जो मैं Vsc के रूप में लागू कर रहा हूँ और अगर मैं इसे देखता हूँ तो वास्तव में अगर मुझे लगता है कि यह एक स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर है और मैं इसे सामान्य रूप से R2ls रूप में लेने जा रहा हूँ लेकिन s 1 है मैं इसे R2l लिख सकता हूं2 और यह X2l और रोटर पहले से ही शॉर्ट सर्किट है तो क्या यह ट्रांसफॉर्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट के समान नहीं है यही वजह है कि ब्लॉक रोटर टेस्ट को इंडक्शन मोटर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट के रूप में भी जाना जाता है अब मैं इसे शॉर्ट सर्किट टेस्ट कह रहा हूं अब मैंने इन मानों को Vsc Isc और Wsc के रूप में लिखा है अब जो भी Wsc है वो 3 फेज की पॉवर है इसलिए यदि मुझे प्रति चरण मात्रा चाहिए तो मुझे प्रति चरण Wsc कहना चाहिए जिसे मैं रहा हूं अब मैं Vsc लिख सकता हूं जो कि शॉर्ट सर्किट की स्थिति के दौरान लाइन वोल्टेज है मुझे बताएं कि चरण वोल्टेज क्या है जो शायद अगर यह एक स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर है तो इसलिए Vph मेरे साथ उपलब्ध है यदि यह स्टार कनेक्टेड है इसलिए मेरे साथ फेज करंट भी उपलब्ध है तो मैं कह सकता हूं

इसलिए ये मेरे पास उपलब्ध हैं इसलिए मुझे क्या हैपाने में सक्षम होना चाहिए यह वास्तव में अवरुद्ध रोटर स्थिति या शॉर्ट सर्किट स्थिति के तहत पावर फैक्टर होगा अब मेरे पास एक पावर फैक्टर है जो मुझे यह लिखने में सक्षम होना चाहिए कि शॉर्ट सर्किट स्थिति के तहत इंडक्शन मोटर के प्रति चरण प्रतिबाधा है अब मैं कह सकता हूं अगर R1पहले से पता हैतो मुझे बिना किसी कठिनाई के R2l प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए इसी तरह जहाँ तो ब्लॉक रोटर परीक्षण मुझे R2l और X2l प्राप्त करने की अनुमति देगा जबकि ओपन सर्किट टेस्ट या नो लोड टेस्ट या फ्री रनिंग टेस्ट जो हमने पहले चर्चा की थी मुझे यह तय करने की अनुमति देगा कि Xm और Rc क्या है इसलिए दोनों मुझे अब इन चीजों को तय करने की अनुमति देंगे तो इस पर आधारित इस प्रेरण मोटर प्रदर्शन विशेषताओं पर 1 समस्या को हल करने की कोशिश करें तो 3 फेज इंडक्शन मोटर नो लोड और ब्लॉक किए गए रोटर टेस्ट से मुझे 1 प्रॉब्लम वर्कआउट करने की कोशिश करनी चाहिए इसलिए समस्या कथन कुछ इस प्रकार है इसलिए मैं मूल रूप से 3 चरण इंडक्शन मोटर के लिए ओपन सर्किट टेस्ट के लिए जा रहा हूं रीडिंग कुछ इस तरह से है जैसे कि यह 2200 वोल्ट 60 हर्ट्ज 45 एम्पियर है और मैं अनिवार्य रूप से 1600 वाट का वाट्सएप रीडिंग प्राप्त कर रहा हूं और जब यह स्वतंत्र रूप से होता है चलिए हम कहते हैं कि यह 1800 आरपीएम की गति के करीब चल रहा हैआइए हम 1760 आरपीएम कहते हैं कृपया समझें कि मैं 1760 आरपीएम और 1800 आरपीएम होने जा रहा हूं जो भी समकालिक गति के सबसे करीब है यह एक 60 हर्ट्ज मशीन है तो f 60 है इसलिए अगर मैं कहता हूं कि निकटतम सिंक्रोनस गति 1800 आरपीएम है तो p को 4 ध्रुव होना चाहिए इसलिए पहले से ही हमने 4 ध्रुव लगाए हैं तो ब्लॉक रोटर परीक्षण रीडिंग कुछ इस तरह है इसमें 270 वोल्ट लाइन वोल्टेज के रूप में है और मैं 25 एम्पियर को लाइन करंट के रूप में रखने जा रहा हूं और लगभग 9000 वाट रीडिंग है अब जो पूछा जा रहा है वह Rc Rm R1 R2l फिर X1 और X2l क्या है अब 2200 वोल्ट को लाइन वोल्टेज के रूप में दिया जाता है और 1 और चीज़ जो R1 दी जाती है उसे 28 ओम के रूप में दिया जाता है यह लाइन वोल्टेज होने वाला है और यदि इसे y कनेक्टेड इंडक्शन मोटर के रूप में दिया जाता है फेज वोल्टेज होने जा रहा है अब 45 एम्पीयर करंट के रूप में दिया जाता है इसे लाइन करंट के साथ साथ फेज करंट भी होना चाहिए क्योंकि यह स्टार कनेक्टेड है इसलिए सबसे पहले मुझे कहना चाहिए

इससे पता चलेगा कि लॉस का मूल्य क्या है जो वास्तव में घूर्णी लॉस से मिलकर बन सकता है क्योंकि स्पष्ट रूप से मोटर घुम रहा है और लोहे के नुकसान तो लोहे के नुकसान और घूर्णी नुकसान इसी के अनुसार मुझे Rc प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए तो Rc के लिए हम कोशिश करते हैं इसलिए स्पष्ट रूप से यह प्रति चरण वोल्टेज भी होना चाहिए इसलिए मुझे कहना चाहिए जिससे मैं बिना किसी कठिनाई के Rc प्राप्त कर सकूं अब मुझे Xm प्राप्त करना होगा Xm प्राप्त करने के लिए मुझे बस इतना करना होगा कि मेरे पास है और मैं यह भी कह सकता हूं जिससे मुझे यह निर्धारित करने में सक्षम होना चाहिए कि Im क्या हैं अब मैं कह सकता हूं तो मुझे मिला है कि Xm का मूल्य क्या है मुझे Xc का मूल्य क्या है भी मिला है इसलिए जब मैं इक्विवेलेंट सर्किट खींचता हूं तो मुझे अनिवार्य रूप से R1 को खींचना चाहिए जो पहले से ही दिया गया है मुझे यह पता लगाना होगा कि X1क्या है Xm क्या है जो मुझे इस मूल्य से मिला है मुझे जो Rc मिला है वो भी इस मूल्य से मुझे मिला है अब मेरे पास है और मुझे प्राप्त करना है और यह पूरी तरह से इक्विवेलेंट सर्किट है जो V1 है इसलिए मुझे यह मान मिलना बाकी है मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और जिसके लिए मुझे अवरुद्ध रोटर परीक्षण डेटा का उपयोग करना चाहिए तो अवरुद्ध रोटर परीक्षण डेटा को देखने की कोशिश करें फिर से मुझे अगले पृष्ठ में लिखना चाहिए जो वास्तव में 9000 वाट की शक्ति थी 270 वोल्ट वोल्टेज था और 25 एम्पीयर करंट था यह अवरुद्ध रोटर परीक्षण का डेटा था इसलिए मैं कह सकता हूं कि प्रति चरण नुकसान 3000 वाट के बराबर है क्योंकि 90003 है यह अनिवार्य रूप से है l मैं पहले से ही R1जानता हूँ मैं मान रहा हूं जोकि वास्तव में 25 एम्पीयर हैं तो मुझे यह प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए R2 का मूल्य क्या है ताकि मैं इस तरह से मूल्य लिखूं हमारा वोल्टेज है जिसमें से स्पष्ट रूप से मुझे प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए एक बार मुझे प्राप्त हो जाता है तो अब मुझे प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए एक बार मुझे Zph मिल जाए तो मैं कह सकता हूं R1 पहले से 28 ओम दिया गया है जिसके कारण मैं यह निर्धारित कर पाऊंगा कि R2क्या हैबिना किसी कठिनाई के तो मुझे पाने में सक्षम होना चाहिए अब मैं कह सकता हूं

इसलिए मुझे लगता है कि इस परीक्षण डेटा से हमें पूर्ण इक्विवेलेंट सर्किट मापदंडों को प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए जैसे X1 के साथ साथ इसलिए हमने इन सभी चीजों को निर्धारित किया है तो आप लोग गणना पूरी कर लेंगे आपको यह करने में सक्षम होना चाहिए यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मुझे एक वुन्ड रोटर इंडक्शन मोटर के प्रदर्शन पर और समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता है समस्या बयान इस प्रकार है कि यह एक 3 चरण 420 वोल्ट 6 पोल 50 हर्ट्ज 100 किलो वाट वुन्ड रोटर प्रेरण मोटर है रोटर टर्मिनलों को शॉर्ट सर्किट किया गया है पूर्ण लोड स्लिप 004 हैं और अधिकतम टॉर्क पर स्लिप जो कि smax T है 02 दिया जाता है जब यह रेटेड वोल्टेज और रेटेड आवृत्ति पर चल रहा होता है स्टेटर प्रतिरोध R1 और मशीन के घूर्णी नुकसान की उपेक्षा करें अब आपको यह गणना करने के लिए कहा जा रहा है कि Tmax क्या है Tstarting क्या है और पूर्ण लोड तांबे के नुकसान का मूल्य क्या है यही पूछा जा रहा है तो हम देखते हैं कि यह एक 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर है तो तुल्यकालिक गति है यह होने जा रहा है इसलिए अगर मैं इसे प्रति सेकंड रेडियन में बदलना चाहता हूं तो मुझे कहना चाहिए

अब मुझे यह लिखने में सक्षम होना चाहिए कि पूर्ण लोड टॉर्क क्या है तो यह 100 किलो वाट है यह अभिव्यक्ति आप बहुत स्पष्ट रूप से प्राप्त कर सकते हैं यदि आपके पास है हम कहते हैं कि मैं पूर्ण लोड के बारे में पूरी तरह से बात कर रहा हूं और मैं इसे भी लिख सकता हूं यह एक और अभिव्यक्ति है इसलिए यदि आप इन 2 अभिव्यक्तियों को जोड़ते हैं तो आपको इस अभिव्यक्ति को प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए अब इसका उपयोग करते हुए हमें लिखना चाहिए

यह सभी चीजें पहले से पता है केवल आपको Temax की गणना करने की आवश्यकता है इससे हम पहुंच सकते हैं अब दूसरा सब डिवीजन जो पूछा जा रहा है वह Te starting है मैं फिर से इस अभिव्यक्ति को लिख सकता हूं जो पूर्ण भार के समान है तीसरा जो पूछा जा रहा है वह है रोटर कॉपर लॉस तो रोटर कॉपर लॉस आपको कैसे मिलेगा कृपया वह समीकरण याद रखें जो हमने प्राप्त किया है इसलिए मैं कह सकता हूं कि रोटर कॉपर लॉस है पूरे लोड पर तो यह है

तो यह समीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण है जिसे हमें प्रेरण मोटर के लिए हर समय याद रखना चाहिए इसी तरह यह एक और महत्वपूर्ण समीकरण है जो भी स्थिति है जिस पर हम स्लिप के बारे में बात कर रहे हैं यह एक और महत्वपूर्ण समीकरण है और एक और महत्वपूर्ण समीकरण है जिसके बारे में हम आम तौर पर बात करते हैं अधिकतम टॉर्क के अनुरूप एक और समीकरण है तो ये वास्तव में महत्वपूर्ण समीकरण हैं तो आपको वास्तव में यह पता होना चाहिए कि इसे कैसे प्राप्त करना है लेकिन यह भी पता है कि इसका उपयोग कैसे करना है इसलिए इसके साथ हमने निष्कर्ष निकाला है कि मूल रूप से ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट के साथ साथ इंडक्शन मोटर पर कुछ समस्याएं भी हैं